विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों द्वारा ऊर्जा परिवहन पोयनटिंग वेक्टर हमने विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों के बारे में जाना और सीखा कि वे मैक्सवेल के समीकरणों Maxwell's equations द्वारा शासित हैं और मुझे उन्हें लिखने दें क्योंकि मैं उनका उपयोग करता रहूंगा वे हैं E का डाइवर्जेंस रो द्वारा विभाजित एप्सिलॉन 0 है E का कर्ल माइनस चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन है यह पहला गॉस का नियम Gausss law है दूसरा फ़ैराडे का नियम Faraday's law है तीसरा B का कर्ल म्यू 0 j प्लस म्यू 0 गुना डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर जिसकी हमने पहले भी बात की है आंशिक E आंशिक t और B का डाइवर्जेंस 0 है ये किसी भी विद्युतचुंबकीय परिघटना का वर्णन करने के लिए पर्याप्त हैं मुझे अभी इस ओर इशारा करना चाहिए कि मैं इन क्षेत्रों के बारे में निर्वात में बात कर रहा हूं अब हम इनका उपयोग यह दिखाने के लिए करना चाहते हैं कि नंबर 1 विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र जिसका अर्थ है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक साथ ऊर्जा परिवहन करते हैं इसलिए यदि मेरे पास चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र एक साथ हैं तो वे ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं दो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र भी संवेग ले जाते हैं और अगर वे रैखिक संवेग को ले जाते हैं तो r क्रॉस p कोणीय संवेग है और इसलिए विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र भी कोणीय संवेग ले जाते हैं इस व्याख्यान में मैं ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं तो इसके लिए आइए पृष्ठ S के साथ एक संलग्न आयतन V पर विचार करें मुझे इन दोनों की आवश्यकता होगी इसलिए मैं इन्हें निर्दिष्ट कर रहा हूं पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर यह इकाई सदिश n है और इसके अंदर आवेश घनत्व रो है और वहां विद्युत् धाराएं हैं मान लें एक विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र इसके चारों ओर मौजूद है ताकि हमारे पास इस क्षेत्र में E क्षेत्र और B क्षेत्र हो अब मैं क्या विचार करना चाहता हूं मैं इस आयतन को थोड़ा मोटा दीवारों को थोड़ा मोटा बनाऊंगा ताकि आप इसे स्पष्ट रूप से देख सकें अब मैं जानना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों द्वारा इस आयतन में कितनी ऊर्जा पंप की जा रही है या कितनी ऊर्जा ली जा रही है आवेशों और धाराओं की क्षेत्रों के साथ अन्योन्य क्रिया के माध्यम से ही केवल ऊर्जा अंदर जा सकती है और बाहर आ सकती है इसमें हमें यह ध्यान रखना होगा कि नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र आवेशों पर काम नहीं करता है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल v क्रॉस B गुना आवेश है और वह शक्ति जो v डॉट F है इसलिए 0 है तो इन आवेशों और धाराओं पर किया जाने वाला एकमात्र कार्य विद्युत क्षेत्र द्वारा होता है विद्युत क्षेत्र कितना काम करता है विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य E डॉट j प्रति इकाई आयतन है यह देखना आसान है प्रति इकाई आयतन FqvBPvF0 work done by electric fieldEjvolume अगर मेरे पास कुछ आवेश है और घनत्व रो r है फिर विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर बल E गुना रो r होने जा रहा है और वितरित की जाने वाली शक्ति v डॉट F होगी जो v डॉट E गुना रो r है और रो v कुछ भी नहीं लेकिन j है तो शक्ति या प्रति इकाई समय पर किया जाने वाला काम j डॉट E होने जा रहा है इसे देखने का एक और तरीका है अगर मेरे पास एक तार है अगर मैं इसमें बहुत छोटा अवयव लेता हूं फिर इसमें शक्ति v गुना I होने वाली है यह जूल हीटिंग है जूल हीटिंग और यह v कुछ भी नहीं है बल्कि E गुना यह छोटी लंबाई l है I कुछ भी नहीं लेकिन j गुना a है और आप इसे E j डेल्टा l a के रूप में लिख सकते हैं यह कुछ भी नहीं है लेकिन छोटा आयतन v E j E डॉट j है क्योंकि केवल एक चीज जो शक्ति पहुंचाने में आती है वह E की दिशा में E का घटक है तो दो तरीकों से हमने देखा है कि वितरित की गई शक्ति j डॉट E है FEρ PvFvEρr vj PjE PVIEl j aEjlaEj और इसलिए अगर मैं देखता हूं अगर मैं पहले के आयतन पर वापस जाता हूं जिसमें यह आवेश घनत्व रो r और विद्युत धारा घनत्व j है वास्तव में मैं उन्हें अलग से लिख रहा हूं लेकिन वास्तव में प्रवाहित रो r j है फिर इस आयतन के अंदर इस प्रणाली की ऊर्जा में परिवर्तन की दर ऊर्जा और कुछ नहीं है सिर्फ ऊर्जा का d भाग dt है और मुझे इस d भाग dt को हटा देना चाहिए यह कुछ भी नहीं है लेकिन इस क्षेत्र के आयतन पर समाकलित E डॉट j है आइए अब हम मैक्सवेल Maxwell's के समीकरण का उपयोग करते हैं जो कहता है कि B का कर्ल म्यू 0 j प्लस म्यू 0 एप्सिलॉन 0 d E d t है और इसलिए मैं लिख सकता हूँ dw dt इस आयतन पर समाकलन dv E डॉट 1 से विभाजित म्यू 0 B के कर्ल माइनस एप्सिलॉन 0 dE dt के बराबर है जिसे dv E डॉट कर्ल B से विभाजित म्यू माइनस dv आयतन पर समाकलन - एप्सिलॉन 0 E डॉट dE dt के रूप में लिखा जा सकता है यह शब्द एक साथ कुछ भी नहीं है लेकिन एक आध E वर्ग d भाग dt है dWdtEj dV B0j00E∂t ie j10B 0E∂t dWdtdV E10B 0E∂tdV EB0 dV 0EE∂tdV EB0 dV012E2∂t और इसलिए मैं लिख सकता हूँ dw dt आयतन पर 1 से 1 से विभाजित म्यू 0 आयतन पर समाकलन के बराबर है E डॉट B का कर्ल माइनस एक आधा एप्सिलॉन 0 E वर्ग dv याद रखें कि यह इस आयतन में विद्युत क्षेत्र में संग्रहीत ऊर्जा है अब मैं एक सदिश पहचान का उपयोग करने जा रहा हूं जो कहता है कि E क्रॉस B का डाइवर्जेंस कुछ भी नहीं है लेकिन B डॉट E का कर्ल माइनस E डॉट B का कर्ल है इसलिए मैं E डॉट B के कर्ल को B डॉट E का कर्ल माइनस E क्रॉस B के डाइवर्जेंस के रूप में लिख सकता हूं याद करें कि E का कर्ल माइनस dB dt है और इसलिए मैं इसे आगे लिख सकता हूं कि B डॉट dB dt माइनस चिन्ह के साथ माइनस E क्रॉस B का डाइवर्जेंस जिसे आगे माइनस एक आधा B वर्ग का d भाग माइनस E क्रॉस B का डाइवर्जेंस और इसलिए मैं इस समीकरण पर वापस आता हूं और इसे dw dt बराबर है माइनस एक आधा समाकलन B वर्ग से विभाजित म्यू 0 के रूप में लिखता हूं इसे बेहतर दिखाने के लिए मैं इस आधे को हटा देता हूँ और इस माइनस चिन्ह के अंदर दो म्यू 0 डाल दें dv माइनस फिर से एक आधा एप्सिलॉन 0 E वर्ग dv इसलिए मैंने उन दो शब्दों का ध्यान रखा है जिन्होंने मुझे चुंबकीय और इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा प्रदान की है और फिर मैं अंत में मेरे पास माइनस समाकलन dv 1 से विभाजित म्यू 0 E क्रॉस B डायवर्जेंस E क्रॉस B है तो मुझे ये तीन शब्द मिल गए हैं हमें उनका सरलीकरण करना चाहिए dWdt10dV EB 120E2dV EBBE E EBBE EB BB∂t EB 12∂tB2 dWdt B220dV 120E2dV dV 10 तो फिर से मैं इस आयतन के बारे में बात कर रहा हूं जिसके अंदर ये धाराएं और आवेश घनत्व हैं और हमने जो प्राप्त किया है वह है कि अंदर की यांत्रिक ऊर्जा का परिवर्तन माइनस एक आधा म्यू 0 समाकलन B वर्ग dv माइनस एक आधा एप्सिलॉन 0 E वर्ग dv माइनस समाकलन आयतन समाकलन 1 से विभाजित म्यू 0 E क्रॉस B डायवर्जेंस से विभाजित म्यू 0 E क्रॉस B का डायवर्जेंस बराबर है मैं अब डाइवर्जेंस प्रमेय का उपयोग कर सकता हूं और इस शब्द को इस रूप में लिख सकता हूं मैं इसे हटा दूंगा और इसे माइनस समाकलन के रूप में लिखूंगा- 1 से विभाजित म्यू 0 E क्रॉस B का पृष्ठीय समाकलन जहाँ इस पृष्ठीय समाकलन के लिए सदिश चिन्ह - n बाहर आ रहा है यह इस तरह से इंगित करने वाला पृष्ठीय अवयव है इस आयतन के अंदर इस आयतन के अंदर जो भी परिवर्तन हो रहा है वह इन पदों के कारण हो रहा है एक अंदर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा में परिवर्तन है और यह दूसरा पद इसकी व्याख्या करने के लिए हम इसे थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं dWdt B220dV 120E2dV dS 10 मैं dw dt लिखूंगा अर्थात शक्ति - सिस्टम के अंदर शक्ति परिवर्तन प्लस कुल ऊर्जा E इलेक्ट्रो मैग्नेटिक d भाग dt और इससे हमारा मतलब है कि यह ऊर्जा का योग है जो यहां चुंबकीय क्षेत्र के कारण और विद्युत क्षेत्र के कारण है और मैं इसे बायीं ओर ले आया हूँ इसलिए यह प्लस है समाकलन 1 से विभाजित म्यू 0 E क्रॉस B डॉट मुझे इसे ds प्राइम के रूप में लिखना चाहिए के बराबर है तो यह ds प्राइम कुछ भी नहीं है यह बस ds के विपरीत है इसका मतलब है कि यह ds प्राइम आयतन में जा रहा है इसका क्या मतलब है इसका अर्थ है कि इस आयतन के अंदर ऊर्जा का परिवर्तन जो कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है प्लस विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा आयतन में जाने वाली किसी राशि के बराबर है और इसलिए मैं इस 1 से विभाजित म्यू 0 E क्रॉस B को प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई समय में प्रवाहित ऊर्जा के रूप में कहूंगा ध्यान दें कि यदि E क्रॉस B आयतन में इंगित हो रहा है तो ऊर्जा अंदर जाएगी बाएं हाथ का भाग धनात्मक होना चाहिए दूसरी ओर यदि E क्रॉस B बाहर की ओर इंगित कर रहा है आयतन से दूर यह E क्रॉस B डॉट ds प्राइम ऋणात्मक होगा ऊर्जा बाहर की ओर जाएगी और इसलिए ऊर्जा बाएं हाथ की ओर पद कुछ ऋणात्मक के बराबर होगा अंदर की ऊर्जा नीचे जा रही होगी dWdtddtEelectro magnetic10EBdS तो यह इस पद की व्याख्या है 1 से विभाजित म्यू 0 E क्रॉस B जिसे आमतौर पर S के रूप में लिखा जाता है और पोयनेटिंग वेक्टर के रूप में जाना जाता है और यह प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई समय में ऊर्जा प्रवाह के बराबर है ध्यान दें कि S को गैर शून्य होने के लिए E और B दोनों को गैर शून्य होना चाहिए तो यह केवल विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का एक संयोजन है इसका मतलब है अगर एक विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी है तभी यह ऊर्जा प्रवाह होगा अन्यथा यह वहाँ नहीं है 10EBSEnergy flowarea×time इसके बाद हम कुछ उदाहरणों का वर्णन करेंगे कि E क्रॉस B से विभाजित म्यू 0 वास्तव में ऊर्जा प्रवाह है और यह dw भाग dt प्लस d भाग dt E इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बराबर है समाकलन ds प्राइम डॉट s पोयनेटिंग वेक्टर